नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर की ओर से प्रबंध सेवाओं और समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं पिछले कुछ सत्रों में हमने सेवाओं की विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं को देखा है जो विशेष रूप से सेवा डोमेन पर लागू होती हैं जो चुनौतियाँ उन विशिष्ट विशेषताओं द्वारा बनाई जाती हैं और हमने देखा है कि सेवा व्यवसाय के रूप में विभिन्न तरीकों से हम उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सेवा प्रवाह के साथ उलझने की प्रक्रिया सेवा प्रवाह में उपभोक्ता यह आज का हमारा विषय होगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक अच्छा दृश्य एक तरफ सेवाओं की विशेषताओं और उस से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के समग्र दृश्य दे दूं और जैसा कि आप इस विशेष तालिका से देखेंगे शोधकर्ता की संख्या और उनके काम से उधार लिया गया है कि उन विभिन्न रणनीतियों के बीच एक निश्चित विषयगत जुड़ाव है और प्रतिक्रिया की कुछ रणनीतियों वास्तव में सेवा विशेषताओं की संख्या से निपटती हैं इसलिए हमारे पास अमूर्तता है और हमने अमूर्तता पर चर्चा की है क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया के रूप में हमारी प्रतिक्रिया अमूर्तता के लिए विपणन रणनीति है हम ज्वलंत मूर्त छवियों को उजागर करना चाहते हैं हम सेवाओं में लगे कर्मियों को उनकी क्षमता उनके पते उनके उपकरणों इत्यादि पर प्रकाश डालना चाहते हैं हमने यह भी चर्चा की है कि आप किस तरह से मुंह से शब्द प्रचार का उपयोग कर सकते हैं इसलिए ग्राहक वकालत की उत्तेजना और अनुकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां मजबूत संगठनात्मक चित्र बनाता है यह सेवा प्रदाताओं की क्षमता की स्पर्श्यता को प्रस्तुत करने के लिए एक कंटेनर बन जाता है और निश्चित रूप से हमने पूर्व खपत के साथ साथ संचार के महत्व के बारे में भी बात की है लागत के तत्वों को विस्तार से समझने की आवश्यकता के संबंध में एक विशेष मुद्दा है इसलिए हम कीमत में संकेत दे सकते हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ जो कि अमूर्तता के संबंध में हैं यह हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम सेवाओं के मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे तो ये अमूर्तता की प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें अक्सर सभी सेवाओं की विपणन समस्याओं की जननी कहा जाता है हमारे पास अन्य अविभाज्यता है इसलिए हमने चर्चा की है कि हम उपभोक्ताओं को किस तरह से प्रबंधित करते हैं इनमें से कुछ मुद्दों पर हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे जहां हम एक उपभोक्ता प्रवाह में उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं और मुझे लगता है कि पिछले सत्र में हमने चर्चा की है कि उतार चढ़ाव से निपटने के लिए रणनीतियों का उपयोग करके हम किस तरह से विषमता और अस्थिरता से निपट सकते हैं और हमें इस विषमता और विनाशशीलता से निपटने के लिए मांग और क्षमता या दोनों पक्ष संतुलन प्रबंधन को समायोजित करने की आवश्यकता है तो आप इस चार्ट को और अधिक विस्तार से देख सकते हैं यहां कई प्रसिद्ध शोध संदर्भ दिए गए हैं इनमें से बहुत सारे मुफ्त में आपको विभिन्न खोज तंत्रों के माध्यम से नेट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं और आपकी डिजिटल लाइब्रेरी प्रणाली द्वारा आपके संस्थान में पूरी की पूरी कॉपी डाउनलोड की जा सकती है लेकिन मैंने जो ध्यान रखा है वह यह है कि मैंने उन संदर्भों को देखने की कोशिश की है जो खोज इंजन और कुछ सेवाओं के माध्यम से अधिकांश लोगों के लिए सीधे सुलभ हैं इसलिए अब मुझे दिन के विषय पर जाने की अनुमति देता है सेवाओं में उपभोक्ता पूर्व खरीद से सेवा मुठभेड़ तक खरीद उपरांत चरण में यात्रा करता है इसलिए खरीद के पहले चरण को इन जरूरतों के सेट द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से ले जाऊंगा और आपके साथ प्रतिक्रिया तंत्र और सेवा प्रबंधन के कुछ मुद्दों को समझने और चर्चा करने का प्रयास करूंगा संयोग से यह पूर्व प्रवाह और उस के बाद के मुठभेड़ का पूरा प्रवाह पूर्व चरण प्रसिद्ध AIDA या AIDA मॉडल के समान है जो उत्पादों के मामले में उपभोक्ता के खरीद व्यवहार को समझने में काफी लोकप्रिय है इसलिए A का अर्थ है जागरूकता I का अर्थ है दिलचस्पी D का अर्थ है अभिलाषा A का अर्थ कार्य या खरीद कार्रवाई है यह ब्लॉक जिसे आप यहां देखते हैं उसे उत्तेजना मूल्यांकन आदि की आवश्यकता है यह वास्तव में एआईडीए मॉडल का अधिक विस्तारित प्रारूप है लेकिन यहां कुछ बारीकियां हैं जो विशेष रूप से सेवा डोमेन के लिए हैं तो आइए अब हम इन तत्वों में से प्रत्येक को अधिक विस्तार से देखें तो पहले की जरूरत है उत्तेजना जाहिर है ग्राहक को किसी प्रकार की आवश्यकता होती है जिसके लिए ग्राहक कुछ समाधान कुछ सेवा चाहता है अब विभिन्न ट्रिगर्स के कारण यह ज़रूरत बढ़ सकती है उन ट्रिगर्स में से कुछ भूख की तरह शारीरिक होते हैं जब आप एक खाद्य और पेय सेवा चाहते हैं या सेवा संगठन द्वारा इसे ट्रिगर किया जा सकता है यह विपणन गतिविधि है या यह वास्तव में भी कुछ कर्मियों को सम्मान या सामाजिक आवश्यकता से संबंधित हो सकता है इसलिए जैसा कि आप इस जरूरत को देख सकते हैं तंत्र मास्लो के पदानुक्रम की जरूरतों के लिए काफी तंग हैं हम पहले ही इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं लेकिन अगर आप फिर से परिचित नहीं हैं तो आप फिर से नेट पर जा सकते हैं और मास्लो के लिए खोज कर सकते हैं मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम और बस जल्दी से उन भौतिक और सुरक्षा जरूरतों से शुरू होने वाली जरूरतों के कई चरणों से गुजरते हैं स्व प्राप्ति तक और विभिन्न प्रकार के ट्रिगर्स जो उन जरूरतों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए हो सकते हैं आज हमारी चर्चा के लिए इस स्तर पर हम कहते हैं कि किसी प्रकार की आवश्यकता है जो उपभोक्ता के दिमाग में उत्पन्न हो गई है और उपभोक्ता कुछ समाधान ढूंढ रहा है तो पहली गतिविधि जाहिर है जहां एक सेवा प्रबंधन लोगों को हमें स्थिर होना पड़ता है और वह प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम होता है ताकि ग्राहक की जानकारी खोज आसान हो ग्राहक आसानी से हमें खोज सके इसलिए यदि मैं एक खाद्य और पेय सेवा हूं तो यह सुनिश्चित करने के बाद कि ग्राहकों के लक्षित समुदाय में मेरा नाम उपभोक्ता के दिमाग में सबसे पहले आता है जब उन्हें बाहर खाने या जलपान की आवश्यकता महसूस होती है यहां अकादमिक रूप से हम समझते हैं कि कई प्रकार के समाधान हैं जो किसी विशेष आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करना संभव है लेकिन ग्राहक आमतौर पर एक चयन करता है इसलिए एक व्यवसाय के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकल्पों की उस विस्तृत व्यूह रचना से जो कि आवश्यक जरूरतों को पूरा करना संभव हो हमें उस चीज़ के भीतर रहना होगा जिसे हम विकसित सेट कहते हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं जो उत्पादों का एक सेट है और ब्रांड जो एक उपभोक्ता वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान विचार करता है तो यह कुल संभावना का एक सबसेट है और यह महत्वपूर्ण है कि हमारी मार्केटिंग गतिविधि हमारी सेवा प्रतिष्ठा हमारी सेवा उत्कृष्टता के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि हम विकसित सेट के भीतर हैं और फिर बेशक विकसित किए गए सेट के भीतर ग्राहक विकल्पों का मूल्यांकन करता है अब यह सेवा क्षेत्र में एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में कहता है हम अपने शोधों के माध्यम से पाए जाते हैं कि गुण या विशेषताएँ जो ग्राहक के दिमाग में जोर देते हैं विकल्प पोस्ट का मूल्यांकन करते समय द्वारा विकसित सेट तीन प्रकार के होते हैं खोज विशेषता एक आसान चीज़ है जो मौलिक रूप से मात्रा और जानकारी की गुणवत्ता पर आधारित है इसलिए एक खाद्य आउटलेट पर निर्णय लेने के लिए एक रेस्तरां पर निर्णय लेने के लिए या एक वस्तु के लिए एक मूल्य चुनने के लिए मूलभूत रूप से ग्राहक को अच्छी और पर्याप्त पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होती है तो जो सेवाएं खोज विशेषताओं के संबंध में भारी हैं वे अच्छी उच्च गुणवत्ता पर्याप्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यदि सेवा भारी अनुभव है तो आपको ग्राहक को महसूस करने के लिए किसी तरह की आवश्यकता है तो यह एक फिल्म के एक ट्रेलर या एक नमूना या परीक्षण या लिखने के लिए एक परीक्षण या एक नए थीम पार्क या छुट्टी गंतव्य पर जाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से अनुभवों के ऑडियो वीडियो प्रकटीकरण के वीडियो साझाकरण के माध्यम से साझा करना है निश्चित रूप से सबसे कठिन तीसरी श्रेणी है जो विश्वसनीयता विशेषता है जैसा कि हमने विश्वसनीयता विशेषता आधारित सेवाओं से पहले चर्चा की है उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा सलाह दंत चिकित्सा देखभाल शिक्षा कानूनी सलाह इस मामले में ग्राहक के लिए नमूना अनुभव प्राप्त करना संभव नहीं है यहां तक कि पर्याप्त मात्रा में जानकारी या अच्छी गुणवत्ता की जानकारी कुछ हद तक बढ़ सकती है लेकिन अभी भी सभी चिंताओं और प्रश्नों या ग्राहक के मन में अनिश्चितताओं का जवाब नहीं दिया जा सकता है यह एक आरेख है जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सूचीबद्ध करता है और उन्हें इन तीन प्रकार की विशेषताओं पर डालता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत बाईं ओर हमारे पास ज्यादातर उत्पाद सामान कपड़े कुर्सी कार भोजन जैसे मूर्त हैं और इसलिए सेवा प्रबंधन सेवा विपणन के लिए पर्याप्त ग्राहकों के लक्ष्य समूह की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना है और अच्छी जानकारी बहुत अधिक नहीं जो सूचना की चिंता पैदा कर सकती है बहुत कम नहीं है कि ग्राहक को संकेत न दिया जाए लेकिन अच्छी उच्च गुणवत्ता की पर्याप्त जानकारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि हम उस खोज विशेषता को संतुष्ट करें जो आवश्यक है अगले एक जो रेस्तरां भोजन या बाल कटवाने या मनोरंजन की तरह की एक फिल्म है जो अनुभवात्मक आयाम पर भारी है इस मामले में यही कारण है कि फिल्म उस ट्रेलर को YouTube जैसे विभिन्न टेलीविज़न शो और इंटरनेट साइटों पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि एफएम रेडियो चैनल लगातार एक नई फिल्म के हिट गाने प्रसारित करते हैं क्योंकि यह कुछ नमूना अनुभव प्रदान करता है जो ग्राहक को एक ऐसी सेवा के लिए आकर्षित करता है जो अनुभव विशेषता में उच्च गुणवत्ता है तीसरी श्रेणी साख विशेषता आधारित सेवाओं के संबंध में चुनौती अधिक है यह वह जगह है जहां हमारे पास सबसे अधिक शुद्ध सेवाएं हैं न कि बहुत अधिक मूर्त सामान तो कानूनी सेवाएं शिक्षा परिसर चिकित्सा प्रक्रियाएं या इस श्रेणी में सलिए मूल्यांकन की कठिनाई बाएं से दाएं तक फैली हुई है तो इन तीन प्रकार की विशेषताओं के जवाब देने के कुछ मानक तरीके हैं लेकिन शीर्ष बिंदु ग्राहक के दिमाग में जोखिम धारणा का प्रबंधन कर रहा है आमतौर पर ग्राहक जोखिम धारणा का एक उच्च स्तर होता है जब सेवाओं को उत्पादों के लिए माना जाता है क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की है कि पहले की सेवाएं इस गैर अस्पष्टता या अमूर्तता से पीड़ित हैं इसलिए जोखिम धारणा की एक उच्च डिग्री है और इसलिए हमें पिछले उपयोगकर्ताओं के साथ अपने प्रश्नों को साझा करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए प्रतिष्ठा गारंटी वारंटी कुछ ट्रेल यात्राओं और पिछले उपयोगकर्ताओं के अच्छे नेटवर्क सोशल मीडिया सेटअप की एक अच्छी रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है जो आपको और इतने पर खुश करने के लिए तैयार हैं तो ये ब्लॉक आरेख वे सभी रणनीतियाँ हैं जो जोखिम के प्रति ग्राहक की धारणा का जवाब देती हैं तो विज्ञापन नि शुल्क परीक्षण डॉक्टर के कक्ष में साख का प्रदर्शन साक्ष्य का उपयोग और कैटलॉग प्रशंसापत्र गारंटी देता है कि ये धारणा को संभालने के लिए अलग अलग तरीके हैं इसलिए अब आप मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं कि प्री एक्विजिशन स्टेज या प्री एनकाउंटर्स स्टेज में ग्राहक को बहुत सारी चिंताएं जोखिम धारणाएं होती हैं जिन्हें हमें प्रबंधित करना होता है और ग्राहक को कुछ अपेक्षाएं होती हैं तो संदर्भ के अनुसार ये अपेक्षा बदल जाती है जब आप परिवार और दोस्तों के साथ भोजन के लिए शीर्ष श्रेणी के बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में जाते हैं उसकी तुलना में जब आप किसी ढाबे में भोजन के लिए जाते हैं तो आपकी अपेक्षा निम्न स्तर पर होती है इसलिए हमारी अपेक्षाएँ प्रासंगिक हैं जिसमे समय के साथ परिवर्तन स्थान या सामाजिक स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है इसलिए अपेक्षा में कई भिन्नताएं हैं और यह समझना कि इस पूर्व मुठभेड़ अपेक्षा को एक अच्छा सेवा अनुभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक सेवा के माध्यम से बहता है मैं इस विशेष आरेख के साथ समाप्त करूंगा और आप बीच में देखेंगे हमारे पास नीला क्षेत्र है जो वांछित स्तर की सेवा है और निचले हिस्से में हमारे पास पर्याप्त सेवा है इसलिए जब ग्राहक सेवा की सुविधा के करीब पहुंच रहा है तो पहले से ही इच्छा सेवा के संबंध में निश्चित मात्रा में तैयार है जो कर्मियों की आवश्यकता से आता है और जो संभव है उसके बारे में विश्वास करता है दूसरी ओर सेवा परिवर्तन और स्थितिगत कारकों जैसे उदाहरण के आधार पर यदि आप भूखे हैं तो आप राजमार्ग पर हैं और आप ढाबा सड़क के किनारे ढाबा पर रुकते हैं उस स्तर पर आपकी अपेक्षा इस स्तर पर पर्याप्त सेवा हो सकती है लेकिन यदि आप एक अलग संदर्भ में हैं तो मुंह के शब्द के आधार पर समीक्षकों की रेटिंग के आधार पर एक बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में आप इस स्तर की उम्मीद कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक ज़ोन है जो बीच में है जिसे आपने ज़ोन कहा है सहिष्णुता के लिए यह एक बहुत प्रसिद्ध ढांचा है जो अपने शोध के माध्यम से दूसरों के द्वारा विकसित किया गया है तथा जाहिर है आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेवा के बाद या सेवा के दौरान भी यदि ग्राहक की धारणा इस पीले स्तर पर्याप्त स्तर से नीचे है तो आप परेशानी में हैं और यदि ग्राहक की धारणा नीले स्तर से ऊपर है तो आप वाह कारक बनाना फिर आप ग्राहक को खुश कर रहे हैं और इस हरे क्षेत्र के बीच में आप एक तटस्थ चरण में सेट हैं इसलिए जाहिर है जैसा कि आप एक सेवा प्रबंधक के रूप में देख सकते हैं हमारा उद्देश्य सेवा अनुभव बनाने के लिए होना चाहिए क्या ग्राहकों की धारणा इस नीली सीमा से परे होगी